फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर देवप्रिया दास डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर लेक्चर 18 सर्किट एनालिसिस के तरीके जारीऔर सर्किट थ्योरम इस बात को शुरू करने से ठीक पहले कि डीसी सर्किट के लिए हम कई अलग अलग प्रकार की समस्याओं को देखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक ही समय में जब एसी सर्किट में उस समय के उदाहरणों की संख्या आएगी तो उस समय के कारण कम करना होगा जटिल संख्या शामिल होगी और संदर्भ समय 0042 इस तरह की चीजों को हल करने के लिए अधिक समय लगेगा लेकिन डीसी सर्किट के लिए मूल विचार जो भी सर्किट रूल और थ्योरम सीख रहे हैं यह आर एसी सर्किट के अलावा समान है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बाद में देखें स्लाइड समय देखें 0106 तो बस एक दूसरे एक और एक समस्या के लिए आते हैं तो इस मामले में यह निर्धारित करें कि इस आंकड़े में दिखाए गए सर्किट के मेष एनालिसिस का उपयोग करके i1 और i2 का निर्धारण करने के लिए r को निर्धारित करें Refer Slide Time 0121 स्लाइड समय देखें 0121 तो यह फिगर है यह बात और आर इस मामले में जिसमें एक 51 50 वोल्ट सोर्स और एक आर 10 वोल्ट सोर्स है इसलिए 10 वोल्ट सोर्स और यह है पहले इसे स्पष्ट करें तो एक 10 वोल्ट सोर्स एक 50 वोल्ट सोर्स है और i1 और i2 है और यह एक डिपेंडेंटdependent करंट सोर्स है और यहाँ यह 30 i1 है और यहाँ यह r i2 है और i1 और i2 के लिए हल करना है तो पहले की तरह यदि केवीएल समीकरणों को लिखें तो इन एक के लिए बाद में लिखा जाता है तो मूल रूप से अगर इस तरह से चलते हैं तो इसके लिए मेष 1 है और यह मेष2 है तो अगर इस तरह से चलते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं कि आर केसीएल केवीएल समीकरण को क्या कहते हैं उदाहरण के लिए मेष 1 इस तरह यह क्लॉकवॉइस डायरेक्शन की तरह घूम रहा है इसलिए यह पहले होगा 50 फिर r 10 i1 20 i1 और दिशा i1 में घूम रहा है और यह r i2 है तो इस दिशा में परिणाम i1 i2 so 10 i1 i2 है और इस लूप को एनकाउंटर और मूव कर रहा है टर्मिनल तो 30 i1 0 तो यह एक समीकरण r होगा बाद में इसे दिया जाता है लेकिन यह एक समीकरण है तो इसी तरह जब r k KVL को मेश 2 में लागू करते हैं तो उसी तरह से कर सकते हैं स्लाइड समय देखें 0322 इस 5 Ω रेजिस्टेंस से शुरू होने वाले कहने से आगे बढ़ने के लिए तो यह 5 i2 है तो 10 वोल्ट टर्मिनल 10 से एनकाउंटर फिर यहाँ भी अगर इस तरह से आगे बढ़ें तो 30 i1 आ रहा है इसलिए 30 i1 इस दिशा में घूमना यह i2 है और यहाँ i1 है इसलिए ऊपर की दिशा में i2 i1 है इसलिए 10 i2 i1 0 है ऐसे समीकरणों को लिखना r है स्लाइड समय देखें 0412 इस तरह के समीकरण लिखते समय कुछ भी गायब नहीं होता है इसलिए दो समीकरण मिलेंगे और उसी के अनुसार i1 और i2 के लिए हल करना होगा मुझे साफ करने दे इसे तो इसलिए यदि यह मेष 1 के लिए जाता है तो यह समीकरण है जो अंततः i1 i2 5 पर आ रहा है स्लाइड समय देखें 0417 और मेष 2 के लिए यह आर r r यह बात r 4 i1 3 i2 है यह मेष 1 के लिए है यह मेष 1 i1 i1 i2 5 के लिए है और यह r मेष 2 के लिए है जो कि r 4 i1 3 i2 के बराबर है 2 यदि इसे हल करते हैं तो i1 137 एम्पीयर मिलेगा और i2 227 एम्पीयर स्लाइड समय देखें 0450 यदि ऐसा है तो r और यदि बस इस सर्किट में यह देखो कि एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स 10 v1 है तोइंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स 10 v1 है और यह v1 वास्तव में यह वोल्टेज है और एक बात यह है कि जब भी ड्राइंग सर्किट दिखता हैऊपर की ओर एरो है और एरो हमेशा होता है और कुछ भी नहीं होता है इसका मतलब यह है इस तरह से मान लेना होगा जब भी तीर लगाएगा तो यहाँ एरो है और यह है इसको मानते हैं और यह है भले ही इसका उल्लेख न किया गया हो लेकिन अगर यह एरो है तो यहां कुछ भी नहीं है इसका मतलब यह है यह है और यह वाल्ट 10 v1 का अर्थ है कि यह v1 वास्तव में यह वोल्टेज है यह v1 है और यह डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सकुछ इस तरह दिया जाता है जैसे कि 10 v1 तो अगर यह है यदि ऐसा है तो पहले क्या करते हैं v1 के रिफरेंसमें i1का एक्सप्रेशन का पता लगाएं इससे पहले देखा है कि कैसे पता करें तो क्या कर सकते हैं कि पहले केवीएल को इस तरह से लें केवीएल को यहां लें तो इस मामले में जो नहीं होगा वह इस तरह नहीं होगा जिस तरह से दिखाया गया है यहाँ दिखाया गया है लेकिन इस तरह से जाओ फिर इस स्थिति में क्या होगा यह i1 इसलिए यह वास्तव में होगा अगर बस इसे यहां रखा जाए v1 को एक साथ लिया जाए तो क्या होगा कि r 5 i1 लिखता है और इस टर्मिनल को इस बिंदु के रूप में चिह्नित किया गया है एनकाउंटर यहाँ टर्मिनल तो 30 30 0 अर्थात मेरा i1 होगा 30 v1 5 क्योंकि v1 के रेफरेंस में पहला i1 प्राप्त करना है या अन्य तरीके से अन्य तरीके से बना सकते हैं कि r v1 यह i1 है या अन्य तरीका यहाँ v1 r 30 5 i1 लिख रहा है मुझे लगता है कि हमारे लिए इस चीज़ की आवश्यकता है 30 5 i1 यह आपका वह है जो आपका v1 है तो v1 आपको i1 के रिफरेंस में प्राप्त करना होगा क्योंकि i1 और i2 के लिए हल करना होगा इसलिए इनमें से v1 यह स्पष्ट है कि केवीएल ने यहां केवल वही लागू किया है जो आपका 5 i1 v1 30 0 है इसकी आवश्यकता है क्योंकि समीकरणों पर जाने से पहले हमें इन सभी चीजों को स्पष्ट करने की कोशिश करें जिसे आप यहाँ स्पष्टीकरण कहते हैं इसलिए मैं स्पष्ट हूँ स्लाइड समय देखें 0812 अब इसे साफ़ कर रहा हूँ तो एक बार जब यह किया जाता है तो आप जो करते हैं वह यही है कि पहले 5 i1 v1 30 लिख रहा हूं इसलिए v1 30 5 1 आपको दिखाया अब आप अपना एप्लीकेशन करते हैं जिसे आप केवीएल कहते हैं स्लाइड समय देखें 0832 इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं यदि आप ऐसा करते हैं यदि आप लिखते हैं यदि आप केवीएल लिखते हैं तो देखो आप इसे कैसे लिख रहे हैं यदि आप यहाँ केवीएल लिखते हैं तो केवीएल यहाँ इसलिए यह वास्तव में आपका 5 i1 है यहाँ पर लेखन बाद में इसे 5 i1 लिखा जाता है यह भी 10 i1 है यह 5 है और 10 सीरीज में हैं तो मूल रूप से 15 i1 इसलिए 10 i1 तो यह करंट i1 है और यह दिशा i2 है तो यह 1 i1 i2 है फिर 10 v1 फिर यहाँ है 30 0 यह वही होगा जो आप कहते हैं कि आपका यदि आप इस मेष में केवीएल लागू करते हैं इसी तरह यदि आप अपने क्या लागू करते हैं जिसे आप केवीएल को मेष 2 कहते हैं यदि आप केवीएल को मेष 2 में लागू करते हैं तो उसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं तो इस मामले में यह यहां से शुरू होने वाला कदम होगा स्लाइड समय देखें 0933 यदि यहां से शुरू होने वाले इन कदमों की तरह है तो यह 4 i2 है इन जैसे आओ 10 v1 v1 विशेष रूप से i1 के रिफरेंस में मिला और ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए 1 और यह r i1 है क्योंकि करंट i1 इस तरह से घूम रहा है इसलिए i2 i1 आशा है कुछ नहीं छोड़ा है ० स्लाइड समय देखें 1007 यह आपका दूसरा समीकरण है इसलिए हमें इसे स्पष्ट करना चाहिए तो इनकी तरह तो इस तरह से मेष 1 को यह समीकरण मिलेगा मेष 1 आपके लिए मेष 1 यह आपके लिए है इसलिए यह समीकरण है सरलीकरण के बाद कुछ इस तरह लिखा है इसलिए यह समीकरण 2 कहता है और यहाँ आपको v1 उस v1 अपने 30 5 i1 को सब्सीट्यूट करना है वहाँ आप इस तरह से सब्सीट्यूट करते हैं कि आपको i1 और i2 केरिफरेंस में कोई समीकरण मिल जाएगा स्लाइड समय देखें 1040 इसी तरह यदि आप इसे स्पष्ट करते हैं सॉरी यदि आप अपने के लिए जाते हैं यदि आप मेष 2 के लिए जाते हैं तो मैंने आपके लिए लिखा है कि यह भी मेष 2 केवीएल है जो आप लागू करते हैं और अंत में यहाँ भी आपने v1 30 51 रखा है एक और समीकरण आपको 51 i1 52 300 मिलेगा और इन दोनों को हल करें 3 समीकरण और 4 आप इसे हल करें स्लाइड का समय देखें 1107 यदि इसे हल करते हैं तो i1 48 4 एम्पीयर मिलेगा और i2 1064 एम्पीयर और पावर डिसिपेट हो रही है 4 रेजिस्टेंस में 1064 स्क्वायर 4 इसलिए 45325 वाट और बिजली की आपूर्ति 30 वोल्ट सोर्स यह 30 484 है इसलिए 1452 वाट है क्योंकि उस सोर्स से जो i1 स्रोत i1 करंट की आपूर्ति करता है इसलिए यह 30 4 पॉइंट है और मूल रूप से 30 वोल्ट i1 i1 484 है इसलिए वे 452 वाट के हैं स्लाइड समय देखें 1144 तो इस सरल उदाहरण को लेते हैं यह 32 में दिखाया सर्किट में i2 निर्धारित करें तो यह सर्किट है पता लगाने के लिए r i2 देखो यह करंट वास्तव में यह करंट 5 एम्पीयर है यह यह है कि यह दिशा है यह वहां है जिसका अर्थ है कि i1 वास्तव में 5 एम्पीयर क्योंकि जब वे i1 को स्थानांतरित करते हैं जैसे कि i1 इस तरह से जा रहा है तो यह i1 इन ब्लॉक वाइज की तरह जा रहा है और यह बाहर आ रहा है इसलिए विपरीत दिशा में है इसलिए i1 5 और कुछ नहीं जो सब कुछ है स्लाइड समय देखें 1204 उसके बाद आप इस मेश में केवीएल को कॉल करते हैं इसलिए यदि आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो यह ऐसा है इसलिए यह होगा 100 अब बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है अब आप ऐसा समझ गए हैं 100 10 यह दिशा करंट i2 की है यह करंटi2 है और i1 इस दिशा में है इसलिए यह 10 i2 i1 5 i2 होगा क्योंकि इस 5 Ω रेजिस्टेंस में यह 5 i2 0 है स्लाइड समय देखें 1321 लेकिन i1 5 एम्पीयर अगर मैं i1 5 को सब्सीट्यूट करता हूं तो यह बन जाएगा 100 10 i2 5 52 0 जिसमें से i2 की गणना करनी है तो यह गणना आपकी है यह यहाँ दिया गया है इसलिए यह एक साधारण बात है तो i2 वास्तव में 103 एम्पीयर स्लाइड समय देखें 1327 तो इसी तरह इस के लिए यह फिगर में दिखाए गए सर्किट के i1 i2 और i3 को निर्धारित करें तो इस मामले में यदि आप इस समस्या को देखते हैं तो आपको यह पता लगाना होगा कि आपको अपने i1 फिर i2 फिर i3 का पता लगाना है और यदि आप देखते हैं तो यह मेश है और यह 1 मेश है और 2 मेश 1 के बीच में करंट सोर्स है तो इसलिए आपको अपने अनुसार यह देखना होगा कि यह एक सुपर मेष बना रहा है क्योंकि एक यह है कि यह मेष है मेष है और एक करंट सोर्स के बीच में ये दो मेष हैं तो यह एक सुपर मेष के साथ शुरुआत के साथ कंप्यूटिंग है तो और यदि आप यह देखते हैं कि यह करंट यह वास्तव में इस तरह से ले रहा है यदि आप लूप लेते हैं तो यह i2 है और यह लेना यह है कि यह दिशा i1 है और 5 एम्पीयर दिखाया गया है कि यह ऊपर की तरफ है तो यह देखने के लिए कि यह एक है क्योंकि यह एक सुपर मेष बना रहा है तो पहले है और उसके कारण कुछ स्थिर समीकरण आएंगे इसलिए कोई भी कैसे कर सकता है इससे पहले कि वह सुपर मेष है तो एक स्थिर समीकरण रहेगा तो पहले इसे करने दें तो KVL से पहले तो यह एक नोड है नोड नोड है तो यह i2 करंट आ रहा है इसलिए यह वास्तव में आपका i2 है क्योंकि आप क्लॉक वाइज चल रहे हैं यह i2 है और यह आपका 5 एम्पियर करंट ऊपर की ओर बढ़ रहा है और यह वास्तव में i1 जाता है जैसे कि यह i1 है इसलिए यह i1 है इसलिए यदि आप देखते हैं तो इसलिए यह i2 करंट नोड में प्रवेश कर रहा है इसलिए 5 एम्पीयर और i1 दोनों निकल रहे हैं तो i2 वास्तव में 5 i1 या i2 i1 5 एम्पीयर यह एक आसानी से आप अपने आप को लागू कर सकते हैं जिसे आप कहते हैं कि आपका केसीएल नोड नोड ए पर है एक और बात साधारण बात है एक और बात यह है कि यह 2 इस तरह से बढ़ रहा है और यह i1 इस तरह से बढ़ रहा है यह आपका i1 है और यह 5 एम्पीयर दिशा ऊपर की ओर है इसलिए ऊपर की दिशा करंट वास्तव में i2 i1 यह i2 और एक i1 है स्लाइड समय देखें 1545 तो यह ऊपर की ओर 5 एम्पीयर है जो सीधे भी 5 एम्पीयर को जिस तरह से चाहे लिख सकता है तो यह समीकरण बाद में देखेंगे और यह इस रूप में यह एक सुपर मेष बनाने इसका मतलब है इस तरह केवीएल लागू करना होगा क्योंकि यह बाहर कर सकता है और फिर डैश लाइन बना सकता है और कर सकता है वहां चला गया स्लाइड समय देखें 1624 तो तो इसके लिए एक सुपर मेष है इसलिए उन लिखने को आसानी से लिखें जो आप समीकरण को लिख सकते हैं यह अब मेरे कहने से होगा जिसे आप समझ सकते हैं यह इस तरह होगा यह 2 i1 i3 होगा क्योंकि यह इस दिशा में आपका परिणाम है क्षमा करें तो बस पकड़ो तो इस दिशा में र रिजल्टेंट है इसलिए यह आपका i1 i1 i3 है यहाँ यह आपका i2 होगा आपका i3 इसलिए 2 i1 i3 4 आपका i2 i3 1 और यदि आप इस तरह आते हैं आपका i1 1 0 तो यह इसलिए तो अगर इस तरह से अन्य इस मेश 3 के लिए आप मेश 3 को लागू कर सकते हैं इसके अलावा आप केवीएल अप्लाई कर सकते हैं स्लाइड समय देखें 1725 इसलिए यदि यह केवीएल लागू करें तो सुपर मेष में आर इसलिए यह इसके लिए समीकरण है और यदि मेष 3 के लिए केवीएल को फिर से लागू करें यह आर समीकरण है यह मेष सुपर मेष 1 समीकरण 1 के लिए है और मेष 3 समीकरण के लिए 2 इसलिए नोड एक पर केसीएल लागू करें पहले बताया कि i2 i1 5 यह समीकरण 3 है समीकरण 1 2 और 3 को हल करें तो r i1 10018 एम्पीयर मिलेगा i2 1018 एम्पीयर और i3 8054 एम्पीयर तो यह जवाब है तोअभ्यास के रूप में दें इसलिए यह भी पता करें कि पावर क्या है जो आपूर्ति की जाती है या अवशोषित होती है यह करंट और वोल्टेज सोर्स यह यहां नहीं किया जाता है लेकिन यह एक अभ्यास है कृपया इसे करते हैं स्लाइड समय देखें 1819 अगला है कि आर नोडल वर्सेज मेश एनालिसिस तो नोडल एनालिसिस के लिए कहां जाएंगे औरमेश एनालिसिस के लिए कहां जाएंगे यह वास्तव में नोडल और मेष एनालिसिसदोनों के लिए आम तौर पर एनालिसिस और कंपलेक्स सर्किट का एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है इसलिए यदि उदाहरण के लिए बस पकड़ है उदाहरण के लिए नेटवर्क में नेटवर्क में जिसमें कई सीरीज से जुड़े एलिमेंट हैं सुपर मेष या वोल्टेजसोर्स मेष एनालिसिस के लिए उपयुक्त हैं और इसी तरह एक नेटवर्क जिसमें समानांतर जुड़े एलिमेंट हैं करंट स्रोत या सुपर नोड्स नोडल एनालिसिस के लिए उपयुक्त हैं लेकिन यह वास्तव में कुछ दे रहा है वास्तव में सवाल यह है कि यह देखना होगा कि कहां न्यूनतम समीकरण हैं यदि यह देखें कि नोडल एनालिसिस के लिए यदि समीकरण की न्यूनतम संख्या है क्योंकि यदि समीकरण की न्यूनतम संख्या का अर्थ है आर प्रतिस्पर्धा का समय कम है तो यह देखना होगा कि क्यों नोडल एनालिसिस या एनालिसिस जो कि उपयुक्त होगा जैसे कि न्यूनतम हो सकता है समीकरण की संख्या है कि यह विचार है कि आर के लिए क्या नोड या मेश एनालिसिस के लिए कॉल है स्लाइड समय देखें 1937 तो अंतिम बात यह है कि यदि वोल्टेज की आवश्यकता है तो नोडल एनालिसिस के लिए जाएं यदि करंट की आवश्यकता होती है तो मेश एनालिसिस के लिए बेहतर जाना चाहिए लेकिन दोनों मामले यह देखते हैं कि क्या नोडल एनालिसिस की आवश्यकता है या नहीं जहां समीकरणों की न्यूनतम संख्या है यह विचार है यह विचार है तो यह नोडल और आपके बीच का अंतर है जिसे आप मेश एनालिसिस कहते हैं स्लाइड समय देखें 2003 अब कुछ अभ्यास आपको कम से कम 10 प्रॉब्लम हल करें जो आपको दे रहे हैं तो यहां आपको नोडल विधि का उपयोग करके v1 और v2 का पता लगाना होगा हर जगह जवाब दिया जाता है हाथ से आप v1 2 वोल्ट देखते हैं और v2 14 वोल्ट यह करेंगे स्लाइड समय देखें 2019 इसी तरह आप एक उदाहरण लेते हैं २ इसलिए नोड वोल्टेज विधि का उपयोग करके ३ अध्याय ३३ के चित्र में दिखाए गए सर्किट के v1 और v2 का निर्धारण करें इसलिए आंकड़ा ३२ तो यह एक और है जो यह हल करेगा फिर नोडल एनालिसिस का उपयोग करके एक और फिगर 33 सर्किट में दिए गए पावर प्रत्येक सोर्स को अपने 33 में दर्शाए गए सर्किट में खोजें तो यह फिगर है तो आपको सर्किट के प्रत्येक सोर्स मे पावर कितना डिलीवर हुई है पता लगाना होगा स्लाइड समय देखें 2051 अगला ये उत्तर 150 वाट दिए गए हैं 80 वाट और क्रमशः 144 वॉट के उत्तर दिए गए हैं तो फिगर 34 में दिखाए गए सर्किट के v1 और v2 को निर्धारित करें स्लाइड समय देखें 2059 तो यहाँ भी v1 और v2 को पता लगाना होगा कि उत्तर दिए गए हैं आशा है कि सभी उत्तर सही होंगे लेकिन सुझाव है कि अगर इन चीजों की कोई त्रुटि मिल जाए तो कृपया ऐसा बताएं जो उत्तर को ठीक कर सके स्लाइड समय देखें 2122 इसलिए उदाहरण 5 के रूप में आपको v1 v2 और v3 और इस सर्किट को 35 में दिखाया गया है और यह पता लगाना है इसलिए यह 35 का फिगर है आपको यहाँ v1 अपने v2 का पता लगाना होगा v1 v2 v3 पूछना होगा और I v3 v2 यहाँ है V2 पर पकड़ यह ओवर लूप नहीं है यह वास्तव में v2 है यहां इसे v2 दिया गया है आपको इस समस्या के लिए v1 v1 v2 और v3 और यह पता लगाना होगा स्लाइड समय देखें 2156 यहाँ कुछ अलग है क्योंकि आम तौर पर संदर्भ समय 2152 लेकिन यहाँ इसे दिया गया है उत्तर दिए गए हैं v1 लेकिन ध्यान दें कि v2 एक रिफरेंस नोड नहीं है कि 0 संभावित कुछ भी v2 7273 वोल्ट नहीं है उत्तर दिए गए हैं स्लाइड समय देखें 2208 फिर उदाहरण 6 नोडल एनालिसिस का उपयोग कर रहे हैं सर्किट के ix को निर्धारित करना है तो ix एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और उत्तर ix 231 एम्पीयर दिया गया है स्लाइड समय देखें 2220 इसी प्रकारप्रॉब्लम 7 के लिए वह उदाहरण 7 मेष करंट टेक्निक का पता लगाने उपयोग करने में पाता है दरअसल यह ix होना चाहिए यह एक नोडल एनालिसिस है वास्तव में यह r ix होना चाहिए तो यहाँ यह एक सुधार है यह होना चाहिए सफिक्स है ix खोज ix है तो वही फिगर 36 का फिगर इस फिगर का मतलब है और यह पता लगाना है और यह भी आर ix है तो ix क्योंकि यह भी 23 उत्तर है वही होना है इसलिए 23 एम्पीयरampere है तो यह केवल सुधार है स्लाइड समय देखें 2306 तो ये आप यह करेंगे आप इसे करेंगे तो यह तो यह आपके नोडल एनालिसिस के लिए आपका पूछना है और एक ही बात मेष एनालिसिस के लिए पूछ रही है आप दोनों करेंगे फिर 38 आपको यह पता लगाने के लिए सर्किट के v1 v2 v3 का पता लगाना है इसलिए आपके पास v1 v2 v3 सभी चिह्नित हैं स्लाइड समय देखें 2312 तो और एक डीपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट आपकी यह चीज 4 ix जो कि आपकी 10 एम्पीयर चीज है और 4 ix आपका डीपेंडेंट करंट स्रोत है तो बस आप सभी के जवाब दिए गए हैं तो एक और बात यह है कि बस पकड़ पर यह ठीक है और एक और बात यह है कि आपकी प्रॉब्लम 39 मेष एनालिसिस का उपयोग करके आप सर्किट के ix का निर्धारण करते हैं स्लाइड समय देखें 2340 तो वहाँ इतना डीपेंडेंट वोल्टेज स्रोत है और यहकरंट ix है तो यह पता लगाएं और उत्तर ix 5 एम्पीयर दिया गया है एक अंतिम समस्यात्मक रूप से कई समस्याएं हैं लेकिन केवल 10 सर्किट डीसी सर्किट के लिए देने वाले इस 10 एसी समस्या को कम किया जाएगा तो मेष करंट मेथड का उपयोग करके सर्किट में 2 2 to रजिस्टर को वितरित की गई पावर निर्धारित करें स्लाइड समय देखें 2403 तो यह आपका है जिसे आप कहते हैं कि आपकी अंतिम समस्या 10 आपको मेश करंट मेथड का उपयोग करना होगा आपको यह निर्धारित करना होगा कि सर्किट में दिखाए गए सर्किट में 2 Ω रेजिस्टेंस को दिया गया पावर फिगर में दिखाया गया है स्लाइड समय देखें 2406 तो यह वह फिगर है इसलिए 2 इंडिपेंडेंट आपके वोल्टेज सोर्स वहां मौजूद हैं जो आपके करें करंट सोर्स पर निर्भर हैं तो इन सभी चीज़ों को यहाँ 1 सिर्फ 1 बस यहाँ 1 पर पकड़ें यह आपका खेद है यहाँ यह एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है इस ix यहाँ आप यहाँ बदलते हैं आप इन चीजों को बदलते हैं इस प्रकार यह होना चाहिए यह 4 ix होना चाहिए तो यह वैसे भी सुधार है स्लाइड समय देखें 2518 तो इसके साथ या चैप्टर क्लोज होता है अब अगले पर चलते हैं इसलिए आशा करते हैं कि डीटेल्स मे विस्तार किया गया है इसलिए कई उदाहरण हल किए गए हैं विश्वास है कि इन सभी चीजों को समझ लिया है तो अगला हमारा सर्किट थ्योरम होगा तो वास्तव में अध्याय 3 मेंसर्किट थ्योरम ने देखा है कि KCL और KVL और सर्किट एनालिसिस का उपयोग किया है और इस मूल r के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं जो इसके मूल विन्यास से छेड़छाड़ किए बिना कॉल करते हैं लेकिन इस एनालिसिस के मुख्य दोष में आपके KC आपके KCL KVL नोडल और मेष एनालिसिस के लिए जा रहे उपयोगकर्ता का एनालिसिस करना होगा आपको इस बात को समझना होगा कि आपको बहुत बड़े जटिल सर्किट को हल करना है इसलिए वर्षों से सर्किट की जटिलता को संभालना इंजीनियरों ने कुछ सर्किट थ्योरम को विकसित किया है स्लाइड समय देखें 2554 और इसलिए ऐसे थ्योरम को कभी कभी थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम कहा जाता है तो ये थ्योरम लीनियर सर्किट पर लागू होते हैं और इस अध्याय में पहले सर्किट लिनियेरिटी की अवधारणा पर चर्चा करें और सुपर पोजीशन सोर्स परिवर्तन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की अवधारणा पर भी चर्चा करेंगे उन चीजों को रेखांकित किया है तो यहाँ सर्किट थ्योरम थेवेनिन की थ्योरम और नॉर्टन की थ्योरम सीखेंगे इसके अलावा सर पोजीशन थ्योरम सीखेंगे तो आपके सोर्स ट्रांसफॉरमेशन और डीसी सर्किट के लिए आपके लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की स्थिति इसलिए जब भी लिनियेरिटी की प्रॉपर्टी पर जाएं तो मूल रूप से यह एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है जो कारण और प्रभाव के बीच एक लीनियर रिलेशन का वर्णन करता है यह इस उच्च माध्यमिक भौतिकी से भी पता है कि यह कारण और प्रभाव के बीच एक लीनियर रिलेशन का वर्णन करने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी है इसलिए हालांकि लीनियर प्रॉपर्टी कई सर्किट एलिमेंट पर लागू होती है लेकिन इसमें केवल डीसीटी सर्किट को संभालने वाले रजिस्टरों तक ही सीमित है तो लिनियेरिटी प्रॉपर्टी दोनों होमोजीनियस प्रॉपर्टी का संयोजन है जो आर स्केलिंग है होमोजेनििटी प्रॉपर्टी जो स्केलिंग और प्रॉपर्टी है तो एक होमोजेनििटी है दूसरी एडिटिविटी है तो यह लीनियर प्रॉपर्टी दोनों का एक संयोजन है तो बस इसे जाने इसलिए होमोजीनियस प्रॉपर्टी अगर इनपुट को एक्साइटेशन कहा जाता है यदि इनपुट आर को एक्साइटेशन कहा जाता है तो यहां यह केवल एक है यदि इनपुट एक्साइटेशन है और यह गुणा स्थिर है तो आउटपुट भी गुणा समान है उदाहरण के लिए जहां v i R को Ωs ला में कहा जाता है तो यदि गुणा निरंतर k तरीका बढ़ने में कमी होती है तो KV KR तो उस पर आएगा Glossaryशब्दकोश English Word Word Meaning Maximum मैक्सिमम सर्वोच्च Transfer ट्रांसफर स्थानांतरण Mesh analysis मेष एनालिसिस मेष विश्लेषण volt source वोल्ट सोर्स बोल्ट स्रोत reference रिफरेंस संदर्भ substitute सब्सीट्यूट प्रतिस्थापित point पॉइंट बिंदु network नेटवर्क संजाल deliver डिलीवर प्रदान करना loop लूप पाश suffix सफिक्स प्रत्यय dependent डीपेंडेंट आश्रित circuit theorem सर्किट थ्योरम सर्किट प्रमेय superposition source सुपर पोजीशन सोर्स अध्यारोपण स्रोत transformation ट्रांसफॉरमेशन परिवर्तन Homogeneity property होमोजेनििटी प्रॉपर्टी समरूपता गुण additivity एडिटिविटी योज्यता Node नोड नोड Voltage वोल्टेज वोल्टेज current source करंट सोर्स धारा स्रोत Reference रिफरेंस संदर्भ Independent current source इंडिपेंडेंट करंट सोर्स गैर आश्रित धारा स्रोत